स्वागत है छात्रों हम रिसिवेबल्स को विक्रय मूल्य पर मूल्य दिया जाना चाहिए लागत मूल्य पर नहीं और बैंक को लागत के बजाय बिक्री मूल्य के आधार पर उदार वित्त प्रदान करना चाहिए लेकिन इन दिनों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्या इसे बेचने की कीमत पर मूल्य करना है जो कि कुछ फैक्टर्स मूल्यांकन कर सकते हैं और फिर यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि यदि लागत मूल्य एक लाभदायक प्रस्ताव है फिर हम लागत मूल्य पर मूल्यांकन के लिए जाएंगे और फिर हम विक्रय मूल्य पर भी देखेंगे और फिर हम विक्रय मूल्य के साथ तुलना करेंगे निवेश द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त लाभ रिसिवेबल्स पर निर्भर करेगा अतिरिक्त लागत जो कि धन के अतिरिक्त निवेश साथ ही खराब ऋण घाटे साथ ही संग्रह लागत के कारण होने वाली है हमें स्थिति को देखना होगा और मामले का मूल्यांकन करना होगा और फिर तदनुसार स्थिति और मापदंडों के अनुसार हमें निर्णय लेना होगा तो आइए हम यह समझने की कोशिश करें कि मूल्यांकन मानदंड क्या होना चाहिए क्या रिसिवेबल्स को बिक्री मूल्य की कीमत पर मूल्यवान होना चाहिए उन्हें किस मूल्य पर ध्यान देना चाहिए और आखिरकार फर्म के लिए भी अच्छा हो जैसे कि कोई नियम नहीं है कि हमें किस मूल्य पर मूल्यांकन करना चाहिए यह स्थिति और परिस्थिति उपलब्ध होने पर निर्भर करता है तो आइए देखें कि हमारे पास क्या स्थिति है यहां हम स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और फिर हम यह सीखने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न स्थितियों में निर्णय कैसे लिया जाए तो यह एक छोटी सी स्थिति है यहाँ जो छोटा चित्रण हमारे पास है वह यह है कि अल्फा लिमिटेड की मौजूदा बिक्री 30 दिनों के औसत संग्रह की अवधि के साथ 800 करोड़ रुपये है और 1 की खराब ऋण हानि बेची गई वस्तुओं की वेरिएबल लागत विक्रय मूल्य का 80 है इसलिए जब आप 800 करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं तो यह आंशिक रूप से नकदी और आंशिक रूप से क्रेडिट है इसलिए उन्होंने ऋण नीतियों में ढील दी और वे बिक्री में या खातों में या बिक्री से होने वाले accounts रिसिवेबल्स छूट दी तो कंपनी को बिक्री में 200 करोड़ की वृद्धि होने की उम्मीद है 200 करोड़ तक बढ़ जाएगी 800 से 1000 करोड़ तक बिक्री के औसत संग्रह की अवधि के लिए यहां नकारात्मक भाग बिक्री का औसत संग्रह अवधि और खराब ऋण नुकसान है यह है 90 दिन और 2 तक बढ़ जाएगा वर्तमान में दी गई क्रेडिट में ढील देती है तो 3 प्रभाव होंगे पहला प्रभाव यह होगा कि बिक्री में 200 करोड़ की वृद्धि होगी और यह 1000 करोड़ हो जाएगी और 800 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ हो जाएगी जो 200 करोड़ बढ़ जाएगी यह पहला प्रभाव दूसरा प्रभाव यह है कि संग्रह की अवधि 30 दिनों से 90 दिनों तक बढ़ जाएगी जो कि 3 गुना हो जाएगी और खराब ऋण नुकसान 2 होगा तो यह भी दोगुना हो जाएगा अर्थात 1 यह 2 हो जाएगा व्यवसाय की पूंजी की लागत 20 है तो इसका मतलब है कि कंपनी 200 करोड़ की अतिरिक्त बिक्री कर रही है इसका मतलब है कि उन्हें रिसिवेबल्स में अतिरिक्त निवेश करना होगा और इसके लिए उन्हें अतिरिक्त निवेश लागत के लिए सेवाएं लेनी होंगी फर्म के विक्रय मूल्य को ध्यान में रखकर करना है और फिर हमें एक निर्णय पर पहुंचना होगा कि रिसिवेबल्स खातों के वैकल्पिक मूल्यांकन के लिए लागत की गणना करनी होगी खातों के रिसिवेबल्स और लागत विश्लेषण का पालन करना होगा इसलिए हम खातों की प्राप्ति के वैकल्पिक मूल्यांकन के लिए मार्जिनल आपकी बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है 200 करोड़ और अगर वेरिएबल में अतिरिक्त निवेश का मूल्य खातों में अतिरिक्त निवेश की कीमत पर है तो अतिरिक्त निवेश कितना होने जा रहा है अब बिक्री का नया स्तर क्या होने वाला है जो कि 1000 करोड़ होने वाला हैऔर लागत मूल्य पर मूल्य क्या है हम लागत का मूल्यांकन कर रहे हैं जो कि लागत 80 है और फिर यह निवेश होने जा रहा है क्रेडिट अवधि 365 से विभाजित है तो कितना निवेश किया जाता है लागत में मूल्यवान खातों में अतिरिक्त निवेश 14466 होने जा रहा है और यह यहाँ शून्य है क्योंकि इसका मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है रिसिवेबल्स अवधि में यहां बिक्री कर रहे हैं अब हमें 3 महीने की क्रेडिट की लागत का मूल्यांकन करते हैं क्योंकि हम बिक्री के इस 1800 को केवल लागत के साथ गुणा कर रहे हैं इसलिए यह शुरू में विक्रय मूल्य को लागत मूल्य में परिवर्तित कर रहा है और फिर दिनों की संख्या से गुणा किया बिक्री रिसिवेबल्स खातों के अतिरिक्त निवेश का मूल्यांकन किया जाता है तो यह अब आसान है आप क्या कर रहे हैं आप इन चीजों को लागत के साथ गुणा नहीं करेंगे तो यह अब और अधिक सरल होने जा रहा है इस मामले में यह 365 रुपये 100090 रुपये है लेकिन हम इसे अब लागत के साथ गुणा नहीं कर रहे हैं तो यह कुछ इस तरह से होगा माइनस 800 को 30 से गुणा करके 365 से विभाजित किया जाएगा ठीक है इस तरह से हम इसे लेने जा रहे हैं 30 को 365 से विभाजित किया गया यह राशि निवेश करने वाली है जब रिसिवेबल्स लागत की गणना करनी होगी और जब आप मार्जिनल 800 001 में गुणा 080 से गुणा किया गया क्योंकि लागत 80 है इसलिए हमने पहले मार्जिनल लागत ली है इसलिए निवेश की लागत पूंजी की लागत है और हम इस पर 4466 करोड़ का निवेश कर रहे हैं इसलिए आपका पहला निवेश है निवेश की लागत जो 14466 का 20 है और निवेश का दूसरा तत्व है कि आपके बुरे कर्ज बढ़ने वाले हैं तो एक बुरा ऋण लागत भी है चूंकि खराब ऋण लागत अब होने वाली है बुरा ऋण नुकसान होने जा रहा है और इसलिए हमने यहाँ क्या दिया 2 है यह खराब ऋण हानि संग्रह है लेकिन बिक्री का औसत संग्रह अवधि और बुरा ऋण इस से बढ़ेगा तो निवेश जो खराब ऋण घाटे के लिए करना होगा और यह 20 निवेश लागत होगी और 2 अब 1 के मुकाबले बिक्री में वृद्धि के 1000 के खराब ऋण नुकसान होंगे तो इसका मतलब है कि कुल लागत कितनी होने वाली है यदि आप हल करेंगे तो यह होगा कुल लागत 3853 करोड़ 3853 करोड़ होगी और इसी तरह यदि आप यहां की लागत की गणना करते हैं इस मामले में लागत मार्जिनल 800 को 001 से गुणा किया जाएगा अब हम इसे 80 से गुणा करेंगे क्योंकि हम इसे विक्रय मूल्य पर ले रहे हैं तो यहाँ आने वाला लागत मूल्य कितना है यहां लागत 4816 है इसलिए अब सारी गणना हमारे सामने है हमारे पास बिक्री की मार्जिनल प्रॉफिटेबिलिटी और यह कि हमारे खाते रिसिवेबल्स की लागत क्या है इसे 3 पर मार्जिनल है और इसके बाद के संस्करण को हम 002 से गुणा करने जा रहे हैं यह मौजूदा ऋण में खराब ऋण नुकसान है जो कि 001 से 800 गुणा है यह इस तरह है तो इसका मतलब यह है कि यह पूंजी की लागत और खराब ऋण घाटे की वजह से एक निवेश लागत है तो आखिरकार हम कितना प्राप्त करने जा रहे हैं वह राशि 4816 करोड़ होने जा रही है अब आंकड़े उपलब्ध हैं गणना हमारे साथ उपलब्ध हैं उसी के आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं सही यदि आप अब देखते हैं कि बिक्री मूल्य की कीमत पर रिसिवेबल्स मूल्य देना है या नहीं यहाँ हम इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं सबसे पहले हमने देखा कि सामान्य बिक्री 800 करोड़ है लेकिन क्या होगा अगर कंपनी अपनी क्रेडिट पॉलिसी में ढील देनी चाहिए या नहीं हमें उस स्थिति और उन प्रस्तावों का मूल्यांकन करना होगा और उस स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए हमने क्या किया हमने पहले मार्जिनल प्रॉफिटेबिलिटी के मूल्यांकन के लिए करने जा रहे हैं और मूल्यांकित लागत 14466 है और फिर बिक्री मूल्य पर रिसिवेबल्स का मूल्यांकन किया जा रहा है अब आपको इसकी तुलना करनी होगी यह और यह यहाँ भी यह और यह सही इसलिए यदि हम लागत पर रिसिवेबल्स लागत को पार करता है इसलिए निर्णय पक्ष में है लेकिन जब आप बिक्री मूल्य पर रिसिवेबल्स नीति को ढीला नहीं करना चाहिए और हमें अतिरिक्त बिक्री के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस मामले में निवेश की प्रॉफिटेबिलिटी में कितना अतिरिक्त निवेश कर रहे हैं और हमें रिसिवेबल्स का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए लागत मूल्य पर मूल्यांकन भी ठीक है विक्रय मूल्य पर मूल्यांकन भी ठीक है यह कोई समस्या नहीं है यह किसी भी तरह से किया जा सकता है लेकिन केवल एक चीज यह है कि हमें कुछ तर्क रखने होंगे कि उनका मूल्यांकन लागत पर क्यों किया जाता है और हम विक्रय मूल्य पर मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं यहां हमारे पास एक तर्क है कि यदि आप लागत पर मूल्यांकन करते हैं आपको मुनाफा मिल रहा है यदि विक्रय मूल्य पर मूल्य दिया जाता है तो आप घाटा उठा रहे हैं इसलिए हमें निर्णय लेना है कि किस कार्य को करना है यदि फर्म लागत की गणना करके हमने यहां पाया है कि हमें 147 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है लेकिन अगर हमारे पास कुछ अन्य अवसर उपलब्ध हैं फिर हमारे पास इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कारण है या शायद बिक्री में ढिलाई का प्रस्ताव है क्योंकि हम उस मामले में क्या करने जा रहे हैं हम घाटे को समाप्त करने जा रहे हैं क्योंकि आपका अतिरिक्त प्रॉफिटेबिलिटी नीति को अस्वीकार करने का औचित्य भी है हमें इसे ढीला नहीं करना चाहिए ठीक है तो यह कोई मानक मौलिक नियम नहीं है या तो रिसिवेबल्स के मूल्यांकन के लिए कोई मौलिक नियम नहीं है इसलिए हम कहते हैं कि इस विशेष विषय के बारे में यहां चर्चा बंद करें अब अगली बात जिस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा यह क्रेडिट में छूट बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म स्थिति थी लेकिन शायद कुछ कारकों के कारण बाजार में विकल्प की उपलब्धता हो सकती है या हो सकता है कि कुछ समय में बाजार में अन्य प्रतियोगियों से कम कीमत पर समान उत्पादों की उपलब्धता हो या शायद किन्हीं अन्य कारणों के कारण बिक्री में गिरावट आई इससे पहले उदाहरण के लिए वे 900 इकाइयों को बेचने वाली 1000 इकाइयों का निर्माण कर रहे थे यह संभव है कि किसी भी बाहरी कारक की वजह से बिक्री में 600 यूनिट की गिरावट आई हो तो इसका मतलब है कि अब गोदाम में हर महीने औसतन 400 350 400 यूनिट यह सोच सकती है कि हमेशा के लिए नहीं दीर्घकालिक के लिए नहींलेकिन वर्तमान में क्योंकि बाजार अनुकूल स्थिति नहीं है और हमारी बिक्री कुछ बाहरी कारकों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है जो अस्थायी हैं ये कारक अस्थायी प्रकृति के हैं यह बाजार में हमेशा के लिए या स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है केवल थोड़े समय के लिए होते हैं और वे प्रकृति में अस्थायी होते हैं लेकिन अगर वे वहाँ हैं और बिक्री बुरी तरह से आहत या नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई हैइसलिए कुछ समय के लिए फर्म बेचने के बारे में सोच सकते हैं

तो इसका मतलब है कि इसका परिणाम क्या होगा नंबर 1 हमारी सूची नियंत्रण में होगी इसलिए हमें उस इन्वेंट्री भी नियंत्रण में होगी तो इसका मतलब है कि बाजार में अस्थायी परिवर्तन को संभालना या बाजार की स्थिति में कभी कभी फर्म बदलते हैं तो क्या होगा इसलिए फर्म नीति में बदलाव करता है जो चर्चा करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होगा और अगर इसे बदलना है तो किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है और अगर इसे बदलना नहीं है तो आपको क्यों नहीं बदलना चाहिए और कम समय के लिए इसे बदलते समय महत्वपूर्ण विचार क्या हैं और लंबे समय तक इसे बदलते समय महत्वपूर्ण विचार क्या हैं इसलिए उन्हें की क्रेडिट नीति में बदलाव के संबंध में जो भी शेष चर्चा होगी हम इसे अगली कक्षा में ले जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद